अभिवादन और मॉड्यूल 3 यूनिट 14 में आपका स्वागत है जो निर्देश के लिए सिमुलेशन अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन पर है पिछली इकाई में हमने निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को समझा था इस इकाई का लक्ष्य सिमुलेशन का उपयोग करके निर्देश की प्रभावशीलता को समझना है मैं सिमुलेशन को एक विधि या तंत्र के रूप में कैसे उपयोग करूं जिसके द्वारा मैं अपने निर्देश को और अधिक प्रभावी बना सकूं इससे पहले कि हम सिमुलेशन के बारे में बात करें हमें सिस्टम 'system' शब्द का परिचय देना होगा जिससे आप सभी परिचित हैं लेकिन हम इसे यहां औपचारिक रूप से परिभाषित करते हैं एक सिस्टम अंतःक्रिया या परस्पर संबंधित संस्थाओं वस्तुओं औरया लोगों या जीवों का एक समूह है जो एक एकीकृत पूरे का निर्माण करते हैं सिस्टम की अंतहीन परिभाषाएं दी गई हैं और उनमें से ज्यादातर सभी विशेषताएं पर कब्जा करते हैं ये विशेषताएं क्या हैं कुछ वस्तुओं या संस्थाओं का एक समूह है एक इकाई कुछ भौतिक वस्तु हो सकती है व्यक्ति औरया जीव भी शामिल संस्थाएं हो सकते हैं यदि हम पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं तो जाहिर है जीव भी तस्वीर में आएंगे वे केवल संस्थाओं का संग्रह नहीं हैं बल्कि वे एक उद्देश्य के लिए परस्पर जुड़े हुए हैं उदाहरण के लिए चार लोग जो इस रिकॉर्डिंग से जुड़े हैं एक दूसरे से संक्षेप में जुड़े हुए हैं क्योंकि एक जो हो रहा है उसके बारे में नोट्स बना रहा है दूसरा कैमरा संचालित कर रहा है दूसरा दो धाराओं और रिकॉर्डिंग से आने वाले इनपुट को जोड़ रहा है यह एक प्रकार की सिस्टम है जहां सभी तत्व अर्थात् चार व्यक्ति परस्पर जुड़े हुए हैं और इसका उद्देश्य रिकॉर्ड करना है यह सिस्टम की एक परिभाषा की व्याख्या करता है एक सिस्टम को इसकी स्थानिक और लौकिक सीमाओं द्वारा चित्रित किया जाता है जो इसके पर्यावरण से घिरा और प्रभावित होता है इसकी संरचना और उद्देश्य द्वारा वर्णित और इसके कामकाज में व्यक्त किया जाता है ये सभी तत्व ऊपर दिए गए उदाहरण पर लागू होते हैं यह स्थानिक और लौकिक सीमाओं द्वारा चित्रित है स्थानिक सीमा वह कमरा है जहां इसे प्रस्तुत किया जा रहा है और दूसरा नियंत्रण कक्ष है और अस्थायी सीमा पूरी चीज है जो एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर लगभग 30 से 45 मिनट के भीतर होने के लिए आयोजित की जाती है हम जो कुछ भी करते हैं वह उसके वातावरण कमरे के प्रकार प्रकाश व्यवस्था फर्नीचर के प्रकार कंप्यूटर तक हमारी पहुंच आदि से घिरा और प्रभावित होता है इसके कामकाज में एक संरचना और उद्देश्य व्यक्त किया गया है इसका मतलब है कि सभी संबंधित लोग भूमिका के बारे में उनके बीच एक विशेष संबंध के लिए सहमत हैं और हर कोई एक ही उद्देश्य साझा करता है इसका उद्देश्य किसी विशेष विषय पर एक व्याख्यान रिकॉर्ड करना और इसे एक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना है इस तरह कोई सिस्टम पर विचार कर सकता है जब इंजीनियरिंग सिस्टम की बात आती है तो उनमें किसी भी तरह की इकाइयाँ शामिल होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट एक सिविल स्ट्रक्चर एक इंजन एक एयरक्राफ्ट एक फैक्ट्री एक पावर स्टेशन एक इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक कॉर्पोरेट सभी इंजीनियरिंग सिस्टम हैं कुछ प्रणालियों में केवल भौतिक तत्व होते हैं जबकि कुछ में व्यक्ति और मशीनें भी होंगी उदाहरण के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देख सकता हूं एक व्यक्ति की भूमिका इसे समझने या विश्लेषण करने की है लेकिन वह इस प्रणाली का हिस्सा नहीं है वहीं अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी तकनीक कमरे कंप्यूटर कुछ नियम आदि होते हैं फिर उसमें शामिल लोगों में प्रशासक संकाय छात्र सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज को एक इंजीनियरिंग प्रणाली के रूप में मान सकता है तो उसे उसी के अनुसार मॉडलिंग करने की आवश्यकता है ऐसी प्रणालियों के लिए विभिन्न मॉडलिंग विधियां उपलब्ध हैं सिमुलेशन सिमुलेशन एक एनिमेटेड मॉडल है जो मौजूदा या प्रस्तावित सिस्टम के संचालन की नकल करता है मुझे एक मॉडल बनाने की जरूरत है और फिर मैं मॉडल को इसका अनुकरण कर दूंगा ताकि मौजूदा सिस्टम के संचालन की नकल की जा सके यदि आप प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट संचालन करता है मैं मौजूदा सर्किट के संचालन की नकल करता हूं इसके लिए मुझे सर्किट के तत्वों के मॉडल की आवश्यकता होती है एक और उदाहरण मैं एक नया भवन बनाना चाहता हूं और यह एक मौजूदा प्रणाली के बजाय एक प्रस्तावित प्रणाली है मॉडलिंग और सिमुलेशन उन प्रक्रियाओं के संयोजन को संदर्भित करता है जिसमें एक सिस्टम के व्यवहार को एक आसान संगणकीय प्रतिनिधित्व द्वारा प्रदर्शित या भविष्यवाणी की जाती है जब मैं कुछ अनुकरण करना चाहता हूं तो मुझे मॉडल की आवश्यकता होती है मुझे सभी तत्वों और उनके इंटरकनेक्शन को मॉडल करने की आवश्यकता होती है हमें उस तरह के मॉडलिंग से सहमत होना होगा और उसके बाद ही हम उसका अनुकरण करते हैं जब हम इसका अनुकरण करते हैं तो हम उस प्रकार के आउटपुट से संतुष्ट हो सकते हैं या नहीं जो हमें मिलता है और जब हम उन मॉडलों की समीक्षा करते हैं जिनका हमने कुछ घटकों या तत्वों के लिए उपयोग किया है तो हम उन्हें असंतोषजनक पा सकते हैं हम वापस जाते हैं और उनके मॉडलों को फिर से समायोजित करते हैं मॉडलिंग और सिमुलेशन प्रक्रियाएं अत्यधिक परस्पर संबंधित हैं और कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती हैं मैं पूरे सिमुलेशन को मॉडलिंग सिस्टम के एक तरीके के रूप में संदर्भित कर सकता हूं जब हम इसे एक शैक्षिक संदर्भ में उपयोग करते हैं मॉडलिंग और सिमुलेशन कौशल और उपकरण दोनों के एकीकरण का समर्थन कर सकते हैं जिसे हम भिन्न और अभिसरण सोच कहते हैं जिसे हमने पहले खोजा है यही वह समय है जब हम एक ऐसे समाधान पर आने की कोशिश कर रहे हैं जो अभिसरण सोच है और जब हम संभावनाओं का पता लगाना चाहते हैं तो हम भिन्न सोच के लिए सिमुलेशन का उपयोग करते हैं आधुनिक इंजीनियरिंग कार्यस्थल जहां स्नातक काम करने जा रहे हैं सिस्टम के विश्लेषण और डिजाइन में सहायता के लिए संगणकीय उपकरण के साथ मॉडलिंग और सिमुलेशन प्रथाओं का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए यदि इलेक्ट्रॉनिक्स शिक्षण से इंजीनियरिंग स्नातक किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसे चिप आईसी एकीकृत सर्किट डिजाइन करना है तो वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉडल करते हैं आजकल ब्रेडबोर्डिंग जैसा कुछ नहीं है और अनुकरण करते हैं सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटकों के मॉडल का एक पूरा गुच्छा घटक पुस्तकालय में उपलब्ध है आवश्यक कार्य के आधार पर संग्रह से घटकों को खींचे और उन्हें पटल पर रखें और फिर स्पाइस प्रोग्राम के समान कुछ का उपयोग करके उन्हें इंटरकनेक्ट करना शुरू करें आप जिस प्रकार का मॉडल चुनते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की कार्यक्षमता चाहते हैं कभी कभी सर्किट इतने जटिल होते हैं शक्तिशाली कंप्यूटर के साथ भी एक सिमुलेशन चलाने में आधा दिन लग सकता है एक एकीकृत सर्किट डिजाइन करने की प्राथमिक विधि सिमुलेशन के माध्यम से है सर्किट के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं इसे सभी को एक साथ जोड़ना होगा मॉडलिंग और सिमुलेशन कौशल के परिणामस्वरूप कई विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में विश्लेषणात्मक उपकरणों के रूप में एकीकृत किया गया है इसका मतलब है कि जिस तरह से आप तत्वों को एक साथ रखने और अनुकरण करने के लिए उन मॉडलों का उपयोग करते हैं वह अब सभी स्नातकों के लिए एक आवश्यक कौशल है ये उपकरण जटिल घटनाओं के अध्ययन का समर्थन करते हैं और भविष्य कहनेवाला उपकरण के रूप में वे एक नए डिजाइन की उपयुक्तता का अनुमान लगा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि मुझे पहले प्रोटोटाइप निर्माण से पहले एक सर्किट डिजाइन करने की आवश्यकता है तो सिमुलेशन के माध्यम से डिजाइन की उपयुक्तता की जांच करें इसलिए सिमुलेशन आज सबसे प्रभावी है निर्णय लेने के लिए एक ठोस एविडेंस बेसड अप्रोच प्रदान करता है और प्रक्रिया परिवर्तनों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए आभासी प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है और मुख्य रूप से क्या होगा परिदृश्य अगर मैं इस पैरामीटर को इस तरह बदलता हूं तो क्या होता है क्या मैं कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों के बहुत करीब हूँ मुझे कितनी दूर जाना चाहिए सिमुलेशन के माध्यम से सभी की जांच की जा सकती है और आपके पास जितने अधिक पैरामीटर होंगे उतना ही अधिक समय आपको सिमुलेशन में बिताना होगा सभी परिणाम एकत्र करें और व्याख्या करें कि कौन सा पैरामीटर का सबसे अच्छा समूह है जिसे आपको लागू करने की आवश्यकता है मॉडलिंग और सिमुलेशन के संबंध में उद्योग स्नातकों से क्या उम्मीद कर रहा है इस पर एक अध्ययन किया गया था ये उस समिति द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द हैं स्नातक को परिचालन और वैचारिक स्तर पर समस्याओं को चिह्नित करने और हल करने में सक्षम होना चाहिए कृपया ध्यान दें कि यह परिचालन के साथ साथ वैचारिक स्तर पर भी है भौतिक और आभासी दुनिया के बीच अनुवाद मुझे एक आभासी दुनिया बनाने में सक्षम होना चाहिए अगर मैं एक सर्किट डिजाइन कर रहा हूं तो मेरा सर्किट अब एक स्पाइस प्रोग्राम है और भौतिक दुनिया अंतिम सर्किट होगी जब मैं सर्किट को एक साथ रखने वाली संस्था से प्रोटोटाइप प्राप्त करूंगा जब मैं अनुकरण करता हूं तो मैं डेटा एकत्र करूंगा डेटा कई रूपों में उपलब्ध हो सकता है मुझे उस जानकारी से अर्थ निकालने में सक्षम होना चाहिए और उस जानकारी को सार्थक तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं यह उद्योग की आवश्यकताओं में से एक है कई सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटेशनल सिस्टम सीखें एक स्नातक को विभिन्न प्रकार के तत्वों या उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सॉफ़्टवेयर उपकरण से निपटने के बारे में पता होना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करें व्यावसायिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्वरित संदेश के साथ सहयोगी उपकरण हैं ये उद्योग विशेषज्ञों द्वारा दिए गए बयान हैं लेकिन 4 साल के इंजीनियरिंग कार्यक्रम के दौरान मुझे जो करना है उसका अनुवाद कैसे करूं बड़ी संख्या में संकायों से पूछा गया कि वे उद्योग की अपेक्षाओं को सीखने के परिणामों में कैसे बदलते हैं क्योंकि हम सभी परिणाम आधारित शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए उन्हें सीखने के परिणामों में अनुवाद करना होगा कुछ लोग एक साथ आए और उन्होंने कहा कि छात्र को सिमुलेशन का उपयोग करके मौलिक भौतिक सिद्धांतों या उपकरणों की सामग्री और अन्य कलाकृतियों के व्यवहार को पहचानने और उनका वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए मुझे लगता है कि सभी शब्द किसी भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के शिक्षकों के लिए सीधे मायने रखते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन कार्यों को करने के लिए मॉडलिंग और कम्प्यूटेशनल तकनीकों को लागू करने के लिए सिमुलेशन बनाएं किसी को उपकरणों के सिद्धांतों और व्यवहारों का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए और फिर सिमुलेशन का उपयोग करना उन्हें इंटरकनेक्ट करना और वास्तव में इंजीनियरिंग डिजाइन करने के लिए कम्प्यूटेशनल तकनीकों का उपयोग करना चाहिए इन्हें संकाय द्वारा सीखने के परिणामों में अनुवादित किया जाता है आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें थोड़ा पुनः शब्द दे सकते हैं लेकिन सिमुलेशन अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन का यही उद्देश्य है यदि आप आधुनिक उपकरण उपयोग के संबंध में एनबीए द्वारा दिए गए कार्यक्रम के परिणाम 5 को देखते हैं जो कि एबीईटी के समान ही है सीमाओं की समझ के साथ जटिल इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए भविष्यवाणी और मॉडलिंग सहित उपयुक्त तकनीकों संसाधनों और आधुनिक इंजीनियरिंग और आईटी उपकरणों को बनाएं चुनें और लागू करें इसमें कई तत्व हैं जाहिर है हर गतिविधि सभी तत्वों को संबोधित नहीं कर सकती है यहां हम न तो निर्माण कर रहे हैं और न ही चयन कर रहे हैं लेकिन आप केवल एक उपयुक्त तकनीक लागू कर रहे हैं एक सिमुलेशन उपकरण जिसका उपयोग किसी इंजीनियरिंग सिस्टम के व्यवहार को मॉडल और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है उस हद तक जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान को समझने और डिजाइन करने के लिए सिमुलेशन आधुनिक उपकरणों में से एक है समाधान परीक्षण और त्रुटि से हो सकता है एक घटक को दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है या तत्वों के मॉडल को फिर से बनाया जा सकता है सभी जरूरतों और अवसरों के लिए उपलब्ध खुला स्त्रोत और मालिकाना सिमुलेशन उपकरणों की कोई भी संख्या है मुझे यकीन है कि वर्तमान में कई इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ सिमुलेशन उपकरण एमएटीएलएबी एसपीआईसीई आदि का उपयोग करते हैं कई सिमुलेशन उपकरण में उत्कृष्ट प्रस्तुति और प्रत्योक्षकरण सुविधाएँ भी होती हैं कुछ शुरुआती लोगों के पास यह नहीं था लेकिन वर्तमान में उपलब्ध सिमुलेशन उपकरण में उत्कृष्ट प्रत्योक्षकरण विशेषताएं हैं इसका मतलब है कि अंतिम आउटपुट को बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि इस प्रणाली में जो हो रहा है उसे और अधिक स्पष्ट किया जा सके सिमुलेशन सीखने के अनुभव को इस अर्थ में बहुत अधिक सार्थक और यहां तक कि मगन बना सकता है कि आप बनाई गई आभासी दुनिया का हिस्सा हैं हम सिमुलेशन का उपयोग कहां कर सकते हैं हम एक स्थिर प्रणाली का आउटपुट कहें जिसे एक या अधिक स्वतंत्र चर के संदर्भ में पैरामीटरयुक्त बीजगणितीय संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है यदि आप मानते हैं कि सिस्टम एक प्रकार का बॉक्स है तो आपके पास कुछ इनपुट और एक आउटपुट है और संबंध विनयशील है कभी कभी आपके पास एक बंद रूप समाधान हो सकता है लेकिन हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि मापदंडों को बदलते रहें और देखें कि क्या होता हैकैसा यह दिखता है जब तक मुझे किसी प्रकार का चित्रात्मक आउटपुट नहीं मिलता है मैं बदलते मापदंडों के प्रभाव की सराहना करने में सक्षम नहीं हो सकता एक सरल उदाहरण लेते हैं चेबीशेव या इक्वि रिपल फ़ंक्शन फ़िल्टर के बॉक्स जैसे व्यवहार का अनुमान लगा सकता है एक फिल्टर इनपुट सिग्नल के घटकों को अस्वीकार करता है जो आवृत्तियों की एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित होते हैं और केवल उस सिग्नल को स्वीकार करते हैं जो एक पहचाने गए गिरोह का हिस्सा होता है आउटपुट का परिमाण इसमें एक साधारण समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यह एक दूसरे क्रम का कार्य है क्योंकि आपके पास वर्गमूल है ओमेगा इनपुट है और के1 और के2 दो पैरामीटर हैं मान लें के2 धनात्मक है और के1 के2 का मतलब है कि आपको केवल एक पैरामीटर पर देखने की जरूरत है और जो टी 1 में परिणाम चाहिए ω 1 और टी पासबैंड के भीतर विशिष्ट मूल्यों पर पहुंच जाता है संबंध के संदर्भ में ε व्यक्त किया जाता है ε1 पासबैंड में अधिकतम परिमाण है मैं निर्दिष्ट करता हूं कि यह अधिकतम क्या होना चाहिए इसे एप्सिलॉन के रूप में कहा गया है और मैं गणना करता हूं कि विभिन्न एप्सिलॉन के लिए के2 क्या है एक बार जब मैं के2 की गणना करता हूं तो के1 स्वचालित रूप से तय हो जाता है मेरे पास एक ऐसी स्थिति है जहां के2 के1 के बराबर है यदि आप ग्राफ नामक एक साधारण खुला स्त्रोत उपकरण लेते हैं जो विभिन्न एप्सिलॉन के लिए आउटपुट प्लॉट कर सकता है मैं उस विशेषता को देख सकता हूं जिसकी मुझे दिलचस्पी है जो कि वह दर है जिस पर आउटपुट 1 से गिरता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह जितनी तेज़ी से गिरता है पासबैंड में तरंग उतनी ही अधिक होती है इस तरह जब मैं इस चित्रात्मक रूप में आउटपुट को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है यह सबसे प्राथमिक प्रकार का अनुकरण है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं यह फ़ंक्शन मैं इसे किसी भी चीज़ से बदल सकता हूँ और प्लॉट कर सकता हूँ अगले स्तर पर नजर डालते हैं और व्यावहारिक रूप से सभी इंजीनियरिंग सिस्टम प्रकृति में गतिशील हैं एक गतिशील प्रणाली में कई गतिशील तत्व या सबसिस्टम होते हैं जो ओपन लूप या क्लोज लूप मोड open loop or closed loop mode में परस्पर जुड़े होते हैं इसका मतलब है कि मैं कई बक्से पर विचार कर सकता हूं जो परस्पर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक बॉक्स एक तत्व है कभी कभी एक स्थिर तत्व या गतिशील तत्व सभी गतिशील तत्वों के गणितीय मॉडल पहले विकसित किए जाते हैं आमतौर पर एक गतिशील तत्व को एक अंतर समीकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है आरंभ करने के लिए हम इसे रैखिक साधारण अवकल समीकरण कहेंगे कभी कभी हमारे पास अधिक जटिल तत्व होते हैं इन तत्वों को गैर रैखिक अंतर समीकरणों या आंशिक अंतर समीकरणों के रूप में तैयार करने की आवश्यकता है पहली बात यह है कि जिन तत्वों को मैं देख रहा हूं वे प्रकृति में गतिशील हैं और उनके मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है मैं इसे अंतर समीकरण के रूप में या स्थानांतरण प्रकार्य के रूप में दे सकता हूं विचाराधीन सिस्टम बनाने के लिए उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और एमएटीएलएबी या स्काई लैब जैसे सिमुलेशन सॉफ़्टवेयर का उपयोग गतिशील सिस्टम के व्यवहार का अनुकरण और अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है मुझे यकीन है कि यह वही है जो कई कॉलेजों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है वास्तव में इसे कक्षा में लाया जाना चाहिए जब आप इंटरकनेक्शन या सिस्टम के मापदंडों को बदलना शुरू करते हैं तो एक इंटरैक्टिव तरीके से छात्रों से सिस्टम के व्यवहार का पता लगाने के लिए कहें दोनों उपकरणों में उत्कृष्ट प्रत्योक्षकरण विशेषताएँ हैं आउटपुट व्यवहार को सतहों या वक्रों आदि के रूप में प्लॉट किया जा सकता है जब विचाराधीन प्रणाली में कई फीडबैक लूप होते हैं तो सिमुलेशन वास्तव में आपकी सहायता के लिए आता है और सिमुलेशन का उपयोग किए बिना सिस्टम व्यवहार के लिए एक भावना विकसित करना मुश्किल है आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरह मनुष्य एक प्रणाली के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में बहुत अच्छे नहीं हैं जिसमें कई फीडबैक लूप हैं सिमुलेशन के लिए कई उपकरण डोमेन विशिष्ट हैं उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अध्ययन और डिजाइन के लिए माइक्रो कैप टीआईएनए और टीआईएनएटीआई जैसे स्पाइस आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण का उपयोग किया जाता है बॉन्ड ग्राफ सिस्टम की सामान्य ऊर्जा संरचना को पकड़ने के लिए एक स्पष्ट चित्रात्मक उपकरण है इस मॉडलिंग तकनीक का उपयोग पावर हाइड्रोलिक्स मेक्ट्रोनिक्स सामान्य थर्मोडायनामिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और गैर ऊर्जावान सिस्टम जैसे अर्थशास्त्र और क्यूइंग सिद्धांत के अध्ययन में भी किया जाता है टीएसएटी थर्मल सिस्टम एनालिसिस टूलबॉक्स एक खुला स्त्रोत सिस्टम एक ग्राफिकल थर्मल सिस्टम मॉडलिंग और सिमुलेशन पैकेज है जिसे एमएटीएलएबी या सिमुलिंक में बनाया गया है यह एमएटीएलएबी और सिमुलिंक के शीर्ष पर बनाया गया एक प्रकार है लेकिन विशेष रूप से थर्मल सिस्टम के लिए अन्य विशिष्ट प्रणालियाँ हैं जैसे फ़्लो थर्म एएनएसवायएस और अबेकस थर्मल सिस्टम के मॉडलिंग के लिए अन्य उपकरण हैं आइए देखें कि टीआईएनएटी लिट में अनुकरण कैसे दिख सकता है उदाहरण के लिए यहां हम फ़्रीक्वेंसी लॉक लूप का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं एप्स एफएलएल में एक वीसीओ वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसीलेटर और एक फेज डिटेक्टर होगा जो गैर रैखिक है यहां हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है जो फेज डिटेक्टर से जुड़ी एक वर्ग तरंग है आउटपुट वोल्टेज दो इनपुट संकेतों के बीच के चरण के समानुपाती होता है ऊपर प्रस्तुत एफएलएल वर्ग तरंग संकेतों के साथ संचालित होता है यदि इनपुट एक साइन तरंग है तो आप इसे एक वर्ग तरंग में बदल देते हैं और आउटपुट को डायोड फंक्शन जनरेटर का उपयोग करके फिर से साइन तरंग में बदल दिया जाता है ऐसे कई पैरामीटर हैं जो इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इसके अतिरिक्त उपयोग किए गए उपकरणों परिचालन एम्पलीफायरों की अपनी सीमाएं हैं आपको यह जांचना होगा कि क्या पूरा सर्किट उस आवृत्ति सीमा में काम करता है जिसमें आप रुचि रखते हैं अन्यथा आपको परिचालन एम्पलीफायरों को बदलना होगा या कुछ अन्य मापदंडों को बदलना होगा साइन तरंग की गुणवत्ता इस डायोड फ़ंक्शन जनरेटर को बनाने में उपयोग किए जाने वाले खंडों की संख्या और डायोड पर निर्भर करेगी तलाशने के लिए मापदंडों का एक पूरा समूह है यह विशुद्ध रूप से गणितीय है और अंतिम संबंध इतने जटिल हैं कि आप केवल सिमुलेशन के माध्यम से इस सर्किट के इस कार्य का पता लगा सकते हैं हमने एक उदाहरण दिया कि कैसे इस प्रकृति के एक सर्किट को केवल सिमुलेशन के माध्यम से खोजा जा सकता है सौभाग्य से इस तरह का सॉफ्टवेयर लैपटॉप या पीसी पर काम करेगा आइए कुछ वास्तविक जीवन प्रक्रियाओं के अनुकरण पर विचार करें सिमुलेशन दिखाऊ और सजीव हो सकता है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि समय बढ़ने के साथ प्रक्रिया में क्या हो रहा है और यह संवादात्मक हो सकता है तो आप जल्दी से इस तरह से अनुकूलित कर सकते हैं कि आप वास्तविक प्रक्रिया को बदलने पर विचार कर सकें जैसा कि वास्तविक जीवन की तुलना में सिमुलेशन समय के माध्यम से बहुत तेज चल सकता है आप सेकंड में एक प्रक्रिया के दिनोंसप्ताहवर्षों का अनुकरण कर सकते हैं यह आपको आपके द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन और निर्णय के दीर्घकालिक परिणामों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है आइए हम वास्तविक जीवन की प्रक्रिया को लें विशेष रूप से एक बड़ा सर्ववस्तु भंडार यह वह जगह हो सकती है जहां आप अपने प्रावधान और अपनी दैनिक ज़रूरतें या शायद एक साप्ताहिक ज़रूरतें खरीदते हैं उपयोगकर्ता जो कुछ भी खरीदना चाहता है उसे एकत्र करेगा और बिलिंग के लिए आएगा यदि आपके पास केवल एक या दो विक्रय फलक हैं जिनसे आपको बिल भेजा जाता है तो ग्राहकों को काफी देरी का अनुभव होगा लेकिन अगर अधिक विक्रय फलक हैं तो बिलिंग तेज होगी लेकिन इसकी लागत अधिक हो सकती है लेकिन आपको किस स्तर पर काम करने की जरूरत है आपके पास कितने विक्रय फलक होने चाहिए या आपको इन विक्रय फलक को समय निर्भर बनाना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी चरम आवश्यकता कब है इस तरह की वास्तविक जीवन की प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा अनुकरण किया जाता है क्योंकि प्रत्येक उपयोगकर्ता अलग होता है हो सकता है कि वह अलग अलग वस्तु या उत्पाद लेकर आ रहा हो जिसे वह खरीद रहा हो ऐसी सभी विविधताओं का अनुकरण किया जा सकता है और व्यावहारिक रूप से ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं जिनका आप किसी दुकान में सामना करते हैं सॉफ्टवेयर उपकरण एसआईएमयूएल8 सहज सिमुलेशन का उपयोग करता है ड्रैग एंड ड्रॉप दृष्टिकोण का उपयोग करके आप एक सिस्टम बना सकते हैं और इसे संशोधित भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसा व्यवहार करता है वास्तविक जीवन की प्रक्रिया का अनुकरण किया जा सकता है लेकिन यहां हम केवल समय की देरी और कतार प्रणाली से संबंधित हैं आपको बहुत अधिक जटिल गतिशील तत्वों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है फिर आप जटिल सिस्टम के अगले स्तर पर विचार कर सकते हैं जहां लोग सिस्टम के हिस्से हैं इसका मतलब है कि वे निर्णय ले रहे हैं और जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं उसे सिस्टम के एक हिस्से के रूप में तैयार करना होगा इन प्रणालियों में हम निर्णय लेने नीति डिजाइन और व्यवसाय का पता लगाते हैं जहां लोग सिस्टम के अभिन्न अंग होते हैं ऐसा करने के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार के परिदृश्य हैं एजेंट आधारित मॉडलिंग का उपयोग करने का एक तरीका है एक एजेंट निर्णय ले रहा है उस स्थिति में कोई अपेक्षाकृत अच्छी तरह से स्थापित सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकता है जैसे स्वरम मेसन रेपास्ट स्टारलोगो नेटलोगो ओबीईयूएस एजेंटशीट्स और एनीलॉजिक एजेंट आधारित मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए उपकरण हैं विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया निर्णय लेने के मॉडल के लिए एक और उपकरण है यदि कई खिलाड़ी हैं जो निर्णय लेने का हिस्सा हैं और इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी पसंद के लिए अलग अलग मानदंड हैं तो ऐसी प्रणालियों का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया नामक एक पद्धति है और आप उस व्यवहार को मॉडल करने के लिए उस सॉफ़्टवेयर उपकरण का उपयोग कर सकते हैं व्यापार गतिशील प्रणालियों का अनुकरण करने के लिए वेन्सिम नामक एक और उपकरण है या उस उपकरण के कई समकक्ष हैं यह सहभागी मॉडलिंग का उपयोग करता है इसका मतलब है कि इसमें सभी प्रमुख खिलाड़ी एक साथ बैठेंगे और सिस्टम का मॉडल तैयार करेंगे यह मॉडलिंग सिस्टम और सिमुलेशन की सुविधा प्रदान करता है जहां इसमें कई निर्णय लेने वाले होते हैं वर्चुअल रियलिटी और गेमिंग भी लोगों के साथ सिस्टम का अध्ययन करने का एक प्रभावी तरीका है जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी के पास विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सिमुलेशन उपकरण हैं ऐसे मामले में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए प्रशिक्षक अपने पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त सिमुलेशन उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं सिमुलेशन उपकरण का उपयोग करने के लिए कक्षा में एक एलसीडी प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है छात्रों के साथ बातचीत करते समय शिक्षक को कक्षा में सिस्टम को गतिशील रूप से अनुकरण करने में सक्षम होना चाहिए उस तरह की सुविधा आसान है और अगर सुविधाएं नहीं हैं तो कॉलेज को ऐसे तंत्र बनाना चाहिए जहां शिक्षक कक्षा में प्रदर्शन कर सकें यदि आप किसी पाठ्यक्रम में कुछ समीकरणों की खोज कर रहे हैं तो सिमुलेशन प्रदर्शित कर सकता है कि सिस्टम कैसे व्यवहार करता है क्योंकि आप कुछ मापदंडों को बदलते रहते हैं मॉडलिंग से पहले सिमुलेशन का उपयोग करके सिस्टम के व्यवहार का प्रदर्शन और अंतर्निहित अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करना छात्रों के लिए अत्यधिक प्रेरक है हम एक एफएलएल का उदाहरण लेते हैं इससे पहले कि मैं एफएलएल के बारे में इसके सभी तत्वों उनके मॉडलिंग और मैं किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता हूं के बारे में बात करूं मैं पहले एक एफएलएल का अनुकरण कर सकता हूं और इसके कार्य की व्याख्या कर सकता हूं और वास्तव में क्या होता है यदि किसी एफएलएल में आउटपुट फ़्रीक्वेंसी इनपुट फ़्रीक्वेंसी के समान होती है जो बहुत सरल दिखती है लेकिन यह फ़िल्टर के रूप में भी कार्य कर सकती है उदाहरण के लिए जब मैं एफएलएल से आउटपुट लेता हूं तो इनपुट आवृत्ति के साथ बहुत अधिक शोर जुड़ा होता है यह आपको एक शुद्ध संकेत देता है यह इनपुट आवृत्ति को लॉक करता है तब मैं इनपुट आवृत्ति को बदलने के प्रभाव का पता लगा सकता हूं एक बार जब मैं एक एफएलएल के कार्यों को पूरी तरह से समझ लेता हूं तभी मैं इसके मॉडलिंग और डिजाइन पर जाता हूं छात्र पहले से ही प्रेरित हैं और एक एफएलएल क्या करता है इसके बारे में उत्साहित हैं फिर एक शिक्षक के रूप में आप विवरण पर जा रहे हैं न कि दूसरे तरीके से कोई प्रक्रिया को उलट सकता है विचाराधीन प्रणाली का अनुकरण समझने में बहुत सुविधा प्रदान करता है यदि आप एक एफएलएल लेते हैं तो क्या होगा यदि मैं डायोड फ़ंक्शन जनरेटर में और सेगमेंट जोड़ दूं क्या होगा यदि विचाराधीन प्रणाली को समझने के लिए अनुकरण किया जा सकता है सिमुलेशन उपकरण के खुला स्त्रोत और छात्र संस्करणों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है कुछ सिमुलेशन उपकरण काफी महंगे हो सकते हैं लेकिन खुला स्त्रोत और छात्र संस्करण उपलब्ध हैं जो छोटे सिस्टम को संभालने के लिए पर्याप्त हैं जिन्हें हम आमतौर पर अपने पाठ्यक्रमों में देखते हैं प्रोजेक्ट मोड में यदि आप अनुकरण करना चाहते हैं तो आपके पास अधिक विस्तृत सिमुलेशन उपकरण तक पहुंच होनी चाहिए हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि शिक्षक को अनुकरण उपकरण सीखने और कक्षा में उनका उपयोग करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए यह शिक्षा का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है उम्मीद है कि शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त एक खुला स्त्रोत उपकरण का चयन करेंगे और कक्षा निर्देश में इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे अभ्यास प्रभावी और आकर्षक निर्देश के लिए आपने अपने पाठ्यक्रम में सिमुलेशन का उपयोग कैसे किया या करना चाहते हैं इसका एक उदाहरण दें इसका मतलब है कि छात्र सीधे गतिविधि से जुड़े हुए हैं आप किसी भी पाठ्यक्रम के परिणाम या योग्यता के लिए एक उपकरण के रूप में सिमुलेशन का उपयोग कैसे करते हैं इस विशेष पते पर अभ्यास के परिणाम को साझा करने के लिए धन्यवाद ध्यान देने के लिए धन्यवाद